नमस्कार और इस व्याख्यान में आपका स्वागत है इसलिए हमने अभी तक जो किया है उससे थोड़ा विचलन लेंगे और हम वास्तव में हार्डवेयर सुरक्षा के रूप में जानी जाने वाली किसी चीज़ को देखेंगे इसलिए हार्डवेयर सुरक्षा काफी आगामी क्षेत्र है और यह वास्तव में चिप्स प्रोसेसर और इतने पर सुरक्षा से संबंधित है चूंकि यह आपके कंप्यूटर सिस्टम के आधार पर है इसलिए इन हार्डवेयर की सुरक्षा वास्तव में उन सभी चीजों को प्रभावित कर सकती है जो ऊपर आती हैं इसलिए उदाहरण के लिए आपके हार्डवेयर में एक दोष वास्तव में उस हार्डवेयर के बारे में सब कुछ चोरी या समझौता करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम और विभिन्न एप्लिकेशन इसलिए हार्डवेयर सुरक्षा अपने आप में एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र है इसलिए हम इस वीडियो को शारीरिक रूप से गैर जिम्मेदार कार्यों फिजिकली अन क्लोनेबल फंक्शन या PUF के रूप में जाना जाता है तो ऐसे कई वीडियो होंगे यह इसका 1 हिस्सा है अनिवार्य रूप से हम वास्तव में इस पेपर को देख रहे होंगे या हम इस पेपर पर शारीरिक रूप से कार्यात्मक और अनुप्रयोगफिजिकली अन क्लोनेबल फंक्शन और एप्लिकेशन ट्यूटोरियल पर चर्चा करेंगे इसलिए आप इस IEEE वेबसाइट से इस ट्यूटोरियल को डाउनलोड कर सकते हैं PUF के लिए एक प्रमुख आवेदन प्रमाणीकरण के लिए है इसलिए विशेष रूप से एज डिवाइस के लिए प्रमाणीकरण आईओटी के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस जैसे उपकरण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं इसका कारण यह है कि हजारों आईओटी ऐसे हैं जिन्हें अगले कुछ वर्षों में तैनात किए जाने की उम्मीद है ये सभी डिवाइस कम संचालित हैं वे छोटे पैरों के निशान स्मृति के पैरों के निशान और काफी बार सेंसर और एक्चुएटर्स से जुड़े होते हैं जो प्रक्रिया नियंत्रण संयंत्रों में होते हैं अब इस तरह की अन्य विशेषताओं के साथ एक समस्या यह है कि लो प्रोफाइल यह है कि बहुत सारे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम इस पर काम नहीं करेंगे विशेष रूप से सार्वजनिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम इस पर काम नहीं करेंगे विशेष रूप से सार्वजनिक क्रिप्टोग्राफ़िक एल्गोरिदम में से कई काफी जटिल हैं और इसलिए इन उपकरणों को प्रमाणित करने के लिए काफी मात्रा में गणना शक्ति और मेमोरी की आवश्यकता होती है इसलिए वास्तव में एक समस्या है दूसरा 2 nd मुद्दा यह है कि इन उपकरणों के प्रमाणीकरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है तथ्य यह है कि ये एज डिवाइस प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली के विभिन्न घटकों से गंभीर रूप से जुड़े हुए हैं उदाहरण के लिए यह कुछ नाभिकीय या परमाणु तापीय संयंत्रों में निगरानी तत्वों से जुड़ा हो सकता है और इसलिए डेटा प्रोसेसिंग जो वास्तव में इस उपकरण द्वारा एकत्र किया गया है पूरे संयंत्र के कामकाज या शुद्धता के लिए सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण है इन उपकरणों की अन्य विशेषताएं यह है कि इसे 24 को 7 से संचालित करना है और यह पूरी तरह से मानव रहित है और इसलिए इन उपकरणों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है अब वास्तव में इन्हें प्रमाणित करने का विशिष्ट तरीका फ्लैश डिवाइस में एक गुप्त कुंजी या इस उपकरण में मौजूद एक ROM डिवाइस को स्टोर करना है इसलिए इस गुप्त कुंजी को फिर हल्के साइफर के साथ प्रयोग किया जाएगा कई हल्के साइफर हैं जिन्हें विकसित किया गया है तो इन सिफर्स में से एक का उपयोग वास्तव में एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाएगा और फिर एक सर्वर के साथ एक प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल होगा सर्वर में सभी उपकरणों के लिए समान निजी कुंजी भी होगी जो कि हैंडशेक के दौरान या सर्वर और इस एज डिवाइस के बीच संबंध के दौरान और इससे जुड़ी होगी निजी कुंजी का उपयोग डिवाइस की वैधता को प्रमाणित करने के लिए किया जाएगा तो एक समान प्रकार की निजी कुंजियाँ जिन्हें आप भी देखेंगे विभिन्न अन्य उपकरणों जैसे स्मार्ट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि में और इन सभी उपकरणों में अनिवार्य रूप से एक बड़ा यादृच्छिक संख्या होती है जो संग्रहीत होती है जो तब डिवाइस की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है इस दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है कि इस निजी कुंजी को डिवाइस में संग्रहीत किया जाता है जिसे विशेष मेमोरी की आवश्यकता होती है जिसे ईईपीआरओएम कहा जाता है जो विशेष रूप से निर्माता के लिए बहुत अधिक उपरि ओवरहेड है इसके अलावा जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि स्मार्ट कार्ड और इस तरह के अन्य लो एंड डिवाइस को आसानी से क्लोन या कॉपी किया जा सकता है इसलिए इसका मतलब है कि मैं वास्तव में इस विशेष हार्डवेयर को क्लोन कर सकता हूं एक और हार्डवेयर बना सकता हूं जिसमें बिल्कुल निजी कुंजी है इसके साथ मुद्दा यह है कि अब मेरे पास दो डिवाइस होंगे और दोनों को एक ही सर्वर द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है क्योंकि उनके पास एक ही निजी कुंजी होगी अनिवार्य रूप से दोनों एक दूसरे के क्लोन हैं काफी हाल ही में एक नई तकनीक सामने आई है जिसमें डिवाइस को प्रमाणित करने के लिए निजी कुंजी के उपयोग के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया गया था इसलिए इसे शारीरिक रूप से गैर जिम्मेदार कार्यों फिजिकली अन क्लोनेबल फंक्शन के रूप में जाना जाता है इसलिए भौतिक रूप से गैर जिम्मेदार कार्यों का उपयोग उपकरणों को प्रमाणित करने के लिए किया जा सकता है इसके लिए किसी भी संग्रहीत कुंजी की आवश्यकता नहीं होती है आमतौर पर किसी भी सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी की आवश्यकता नहीं होती है और इसके अलावा संग्रहीत कुंजी के साथ प्रमाणीकरण की कमियों को दूर करता है इसलिए शारीरिक रूप से गैर जिम्मेदार कार्यों फिजिकली अन क्लोनेबल फंक्शन का उपयोग करके वास्तव में एक डिवाइस को क्लोन करना संभव नहीं है और इसलिए आपको बहुत बेहतर सुरक्षा मिलती है अब फिजिकली अन क्लोनेबल फंक्शन PUF कार्य क्या हैं इसलिए अनिवार्य रूप से ये PUF डिजिटल फिंगरप्रिंट के समान हैं जो किसी डिवाइस को विशिष्ट रूप से पहचान सकते हैं वे नैनोस्केल विविधताओं पर आधारित हैं जो डिवाइस के निर्माण के दौरान मौजूद हैं इसलिए हम इसे अपने बाद की स्लाइड में थोड़ा और विवरण में देखेंगे तो मूल रूप से एक PUF एक फ़ंक्शन है यह एक इनपुट लेता है जिसे चुनौती के रूप में जाना जाता है और एक आउटपुट प्रदान करता है जिसे प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है हालांकि यह अन्य कार्यों से अलग है यह है कि प्रतिक्रिया न केवल उस इनपुट चुनौती पर निर्भर करती है जो दी गई है बल्कि उस डिवाइस पर भी है जहां फ़ंक्शन निष्पादित हो रहा है इसलिए उदाहरण के लिए हम बताएं कि मेरे पास एक फ़ंक्शन है और यह बिल्कुल समान कार्य 4 विभिन्न उपकरणों में लागू किया गया है जैसा कि यहां दिखाया गया है यदि मैं सभी 4 कार्यों के लिए एक ही इनपुट देता हूं तो मैं जो अपेक्षा करता हूं वह 4 प्रतिक्रियाएं हैं और सभी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होंगी तो इसका मतलब यह है कि एक विशेष चुनौती दी गई है मैं प्रतिक्रिया का उपयोग अनिवार्य रूप से पहचानने के लिए कर सकता हूं कि किस उपकरण ने उस विशेष फ़ंक्शन को निष्पादित किया है तो ध्यान दें कि यह साइन फ़ंक्शन या कॉस फ़ंक्शन जैसे किसी अन्य फ़ंक्शन से बहुत अलग है या किसी अन्य फ़ंक्शन जिसे हम आमतौर पर C प्रोग्राम या किसी सॉफ़्टवेयर या हार्डवेयर के रूप में कार्यान्वित करते हैं डिवाइस से स्वतंत्र दिए गए इनपुट के लिए वहाँ पर आपको एक ही आउटपुट मिलेगा हालाँकि PUF के साथ आउटपुट अलग अलग होगा जो डिवाइस उस PUF फ़ंक्शन को निष्पादित कर रहा है इसके आधार पर इसलिए पीयूएफ की यह विशेषता वास्तव में एक उपकरण को प्रमाणित करने के लिए उपयोग की जाती है अब कई PUFs हो गए हैं जो पिछले 10 से 15 वर्षों में प्रस्तावित किए गए हैं या और इसलिए इन पीयूएफ के विभिन्न वर्गीकरण और रैंकिंग वास्तव में कुछ पीयूएफ को अच्छे पीयूएफ के रूप में या कुछ को खराब पीयूएफ के रूप में वर्गीकरण करते हैं इसलिए आमतौर पर एक पीयूएफ से जो अपेक्षा की जाती है वह यह है कि अगर मेरे पास दो डिवाइस हैं जो बिल्कुल समान हैं और मैं दोनों डिवाइसों को एक ही चुनौती प्रदान करता हूं तो एक पीयूएफ फ़ंक्शन को क्या करना चाहिए कि यह एक प्रतिक्रिया प्रदान करे जो अलग अलग हो अनिवार्य रूप से प्रत्येक डिवाइस को उसी चुनौती के लिए एक अद्वितीय प्रतिक्रिया प्रदान करनी चाहिए इसके अलावा इस प्रतिक्रिया के बीच का अंतर महत्वपूर्ण होना चाहिए इसलिए इसे अंतर अंतर के रूप में जाना जाता है और PUF के लिए एक और आवश्यकता अंतर अंतर है इसका मतलब है कि अगर मैं किसी विशेष डिवाइस को डिवाइस ए कहता हूं तो उसे एक विशेष चुनौती भेजें और उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त करें और कुछ समय बाद उसी डिवाइस पर चुनौती भेजें और प्रतिक्रिया एकत्र करें और एक अच्छे पीयूएफ से क्या उम्मीद की जाती है कि एक समय के बाद एक ही डिवाइस से ली गई ये 2 प्रतिक्रियाएं जितनी संभव हो उतनी ही करीब होनी चाहिए या बिल्कुल समान होनी चाहिए इसलिए यह एक ऐसी सुविधा है जिसे पीयूएफ की विश्वसनीयता के रूप में जाना जाता है और इसलिए ये 2 वास्तव में पीयूएफ की ताकत का पता लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू बनेंगे पीयूएफ को न केवल विश्वसनीय होना चाहिए बल्कि विभिन्न चुनौतियों और विभिन्न उपकरणों के संबंध में अद्वितीय प्रतिक्रियाएं प्रदान करनी चाहिए एक और विशेषता जो एक अच्छे PUF में महत्वपूर्ण है वह है अप्रत्याशितता इसका मतलब यह है कि वास्तव में एक चुनौती के लिए वर्तमान प्रतिक्रिया प्रदान करने की क्षमता को डिवाइस की उपस्थिति की आवश्यकता होनी चाहिए इसलिए उदाहरण के लिए यदि मैं एक चुनौती प्रदान करता हूं और मुझे एक प्रतिक्रिया मिलती है तो मुझे गारंटी दी जानी चाहिए कि यह प्रतिक्रिया वास्तव में उस डिवाइस से उत्पन्न हुई है न कि किसी अन्य एल्गोरिदम या किसी अन्य तकनीक से इसलिए कोई वास्तव में उस विशेष चुनौती के लिए PUF के लिए प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी कर सकता है तो ये 3 चीजें हैं जो विशिष्टता विश्वसनीयता और हर PUF के लिए आवश्यक अप्रत्याशितता हैं इसलिए इनमें से कई चीजें एक दूसरे के लिए रूढ़िवादी हैं और सभी 3 को प्राप्त कर रहे हैं और एक ही PUF बेहद चुनौतीपूर्ण समस्या है और बहुत सारे शोधकर्ता वास्तव में इस पर काम कर रहे हैं ताकि वास्तव में डिज़ाइन PUF बनाए जा सकें जो इन 3 विशेषताओं को प्राप्त कर सके जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है बहुत सारे पीयूएफ हैं जो पिछले 15 से 20 वर्षों में प्रस्तावित किए गए हैं पीयूएफ के प्रकार जो वास्तव में अक्सर उपयोग किए जाते हैं इन दिनों आंतरिक पीयूएफ के रूप में जाना जाता है तो ये PUF हैं जिन्हें पूरी तरह से एक चिप के भीतर लागू किया जा सकता है जो कि आपके पास PUF फ़ंक्शन होगा माप सर्किट वास्तव में प्रतिक्रिया को मापने के लिए और साथ ही प्रोसेसिंग भी उस एकल चिप के भीतर मौजूद है अधिकांश PUF जो कि हमने इन दिनों में उनका उपयोग किया है अधिकांश PUF के साथ होते हैं जिन्हें हम वास्तव में इन दिनों में सभी आंतरिक PUF मानते हैं तो इस वीडियो व्याख्यान में हम वास्तव में दो PUF को देखेंगे ये 2 सबसे आम PUF हैं जिनका इन दिनों मूल्यांकन और उपयोग किया जाता है इसलिए यह आर्बिटर PUF है और रिंग ऑसिलेटर PUF के रूप में जाना जाता है इसलिए हम रिंग ऑसिलेटर के साथ शुरू करेंगे हम दिखाएंगे कि रिंग ऑसिलेटर को पीयूएफ के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए अनिवार्य रूप से हम एक रिंग ऑसिलेटर्स पर विचार कर सकते हैं जो कुछ इस तरह दिखता है तो यह एक और गेट यहाँ पर है और यह सक्षमएनेबल है इसलिए जब भी कोई एनेबल हो जब भी एनेबल को 1 पर सेट किया जाए यह एंड गेट दूसरे सिग्नल को पास कर देगा और इसके अलावा इनवर्टर की विषम संख्या है जो सुखद है और अंत में इसका आउटपुट से लेकर AND गेट तक एक फीडबैक है तो हम कहते हैं कि इनेबल बिट 1 पर सेट है और हमें यह मान लेना चाहिए कि अन्य इनपुट का मान 0 है और इसलिए इस और गेट का आउटपुट भी 0 होगा तो यह 0 हो जाता है और फिर 1 और फिर 1 से उल्टा हो जाता है और फिर एक प्रतिक्रिया होती है तो अब आपके हैंडसेट का इनपुट 0 से 1 में बदल गया है और इसी का नतीजा है कि 1 यहाँ पर फिर 0 और फिर 0 में बदल जाता है और फिर आउटपुट 0 में बदल जाता है इसलिए हम जो देख रहे हैं वह यह है कि यह आउटपुट लगातार 0 से 1 तक बदलता रहता है और इसी तरह आगे बढ़ता रहता है तो यह अनिवार्य रूप से 1 और 0 का आवधिक उत्पादन करता है अब ऐसा लगेगा आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा आउटपुट की आवृत्ति कई कारकों पर निर्भर करती है पहले यह उन गेटों की संख्या पर निर्भर करता है जो इस रिंग ऑसिलेटर में मौजूद हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास इनवर्टर गेट्स की संख्या अधिक है तो इस तरंग की आवृत्ति कम होगी क्योंकि अनिवार्य रूप से सिग्नल को प्रचार करने में अधिक समय लगता है उत्पादन एक अन्य पहलू जो इस रिंग ऑसिलेटर उत्पादन की आवृत्ति को प्रभावित करता है प्रत्येक चरण की देरी है इसलिए उदाहरण के लिए यदि प्रत्येक इन्वर्टर की देरी बहुत कम है तो सिग्नल को आउटपुट तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा और परिणामस्वरूप आपको उच्च आवृत्ति प्राप्त होगी दूसरी ओर यदि प्रत्येक इनवर्टर की देरी रिंग ऑसिलेटर की आवृत्ति से लंबी है तो आउटपुट बहुत छोटा होगा इसलिए हम वास्तव में रिंग ऑसिलेटर PUF की आवृत्ति इस तरह लिख सकते हैं इसलिए जैसा कि 1 बाय 2 के बराबर है एन टीnT जैसा कि आप n को बढ़ाते हैं या रिंग ऑसिलेटर में चरणों की संख्या या प्रत्येक चरण की देरी T को बढ़ाते हैं रिंग ऑसिलेटर के उत्पादन आउटपुट की आवृत्ति कम हो जाएगी और इसके विपरीत होगा ओ जबकि यह समझना आसान है कि n कि रिंग ऑसिलेटर में चरणों की संख्या आवृत्ति को बढ़ाती है प्रत्येक इन्वर्टर की देरी जो टी है वास्तव में इन गेट्स की निर्माण प्रक्रिया पर निर्भर करती है इसलिए यदि हम एक विशिष्ट MOS गेट को देखते हैं जैसा कि हम में से कई जानते हैं तो इसका एक स्रोत नाली और गेट है और एक चैनल है और स्रोत और drain के बीच स्थापित गेट पर उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है CMOS इन्वर्टर कुछ इस तरह दिखता है आपके पास और NMOS और एक PMOS ट्रांजिस्टर है जो इस तरीके से जुड़ा हुआ है और जो आप देखते हैं वह यह है कि गेट पर इनपुट जब इनपुट 1 से 0 हो जाता है आउटपुट 0 से 1 बदल जाता है तो इन ट्रांजिस्टर और फाटकों के निर्माण के दौरान कि कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं एक CMOS इन्वर्टर दूसरे CMOS इन्वर्टर से अलग होता है यह सिलिकॉन वेफर्स के कारण हो सकता है जिनका उपयोग किया जाता है क्योंकि कोई सिलिकॉन वेफर्स बिल्कुल समान नहीं होगा यह अन्य कारकों के कारण भी हो सकता है जैसे कि डोपिंग एकाग्रता या ऑक्साइड की मोटाई और इसी तरह प्रत्येक ट्रांजिस्टर के लिए अद्वितीय होने जा रहा है इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक गेट के लिए उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज में मामूली बदलाव होंगे जो निर्मित होते हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 2 ट्रांजिस्टर लेता हूं जो बिल्कुल एक ही प्रक्रिया द्वारा गढ़े गए हैं और आप यह भी मान सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर एक के बाद एक निर्मित होते हैं फिर भी इन ट्रांजिस्टर के बीच मामूली नैनोस्केल बदलाव होते हैं इसके परिणामस्वरूप इन ट्रांजिस्टर का व्यवहार जब सर्किट में जोड़ा जाता है जैसे कि CMOS इन्वर्टर बहुत मामूली रूप से भिन्न होगा तो यह इस सीमांत अंतर है जो T भाग के कारण ऑसिलेटर में देरी का कारण बनता है और यही वह है जो PUF द्वारा उस विशेष उपकरण के लिए हस्ताक्षर निकालने के लिए बदलाव उपयोग किया जाता है तो यह है कि कैसे एक विशिष्ट रिंग ऑसिलेटर PUF का उपयोग किया जाता है तो ध्यान दें कि हमने रिंग ऑसिलेटर पर गौर किया है जो कि इस भाग पर है जिसमें एंड गेट और इनवर्टर की कई विषम संख्या शामिल है और रिंग ऑसिलेटर पब के निर्माण के लिए हम ऐसे कई रिंग ऑसिलेटर और 2 मल्टीप्लेक्सर्स का उपयोग करेंगे इसलिए इस विशेष स्लाइड में हमने दिखाया है कि हमने एन रिंग ऑसिलेटर का उपयोग किया है हमारे पास 2 मल्टीप्लेक्सर्स और एक काउंटर और 1 बिट प्रतिक्रिया है इसलिए प्रत्येक PUF की विशेषताओं के आधार पर प्रतिक्रिया या तो 1 या 0 होगी इसलिए हम इसके बारे में विवरण में नहीं जाएंगे और यह रिंग ऑसिलेटर्स PUF वास्तव में कैसे काम करता है यह हम वास्तव में अगले वीडियो के लिए रखेंगे अगले व्याख्यान में हम आर्बिटर पीयूएफ को भी देखेंगे और हम रिंग ऑसिलेटर पीयूएफ और आर्बिटर पीयूएफ की तुलना भी करेंगे और देखेंगे कि क्या विशेषताएं हैं और प्रत्येक का उपयोग कहां किया जा सकता है धन्यवाद